यह लेक्चर 32 है और हम डबल इंटीग्रल के बारे में लेक्चर जारी रखेंगे आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे डबल इंटीग्रल में चेंज ऑफ वेरीअबल पिछले लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रल के पोलर रूप के बारे में पढ़ा था हमने डोमेन को छोटे क्षेत्रों में बाँटा था तथा इस छोटे से एरिया को डेल्टा i से सम्बोधित किया था जो की r गुणा डेल्टा r गुणा डेल्टा थीटा के बराबर प्राप्त हुआ था डेल्टा थीटा कोण था तथा r इस सर्कुलर आर्क का अर्धव्यास था हमने आसानी से इंटिग्रल जो की कार्टीजन कोऑर्डिनेट में दिया गया था को पोलर कोऑर्डिनेट में बदल दिया था इसमें हमें केवल x और y को क्रमशः rcos और rsin में तथा dx dy को r dr dθ में बदलना था यहाँ भी xy को r θ से सब्सीट्यूट करने के लिए x बराबर rcos और y बराबर rsin संबंधों का ही इस्तेमाल किया गया था तो इन सरल से संबंधों की सहायता से कार्टीजन कोऑर्डिनेट में दिए गए इंटिग्रल को पोलर इंटिग्रल में बदल दिया गया था ध्यान देने वाली बात है की यहाँ केवल कोऑर्डिनेट को नही बदला गया था बल्कि वेरीअबल को x बराबर rcos और y बराबर rsin संबंधों की सहायता से सब्सीट्यूट किया गया था इंटिग्रल में फिर आता है r dr dθ तथा r और के अनुरूप लिमिटस तय की जाती है कार्टीजन को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना एक विशेष स्थिति है अब इसे व्यापक बनाते है सामान्य तौर पर अगर वेरीअबल में किसी और प्रकार के बदलाव लाए जाने हो तब क्या करना होगा यह हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे पहले इसे एक वेरीअबल के इंटिग्रल में देखते है मान लें की abfdx में xg संबंध के साथ वेरीअबल x को t से सब्सीट्यूट करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले dx को प्राप्त करेंगे यहाँ चूँकि xg सम्बन्ध दिया गया है इसलिए dx बराबर gdt प्राप्त होगा तो ऐसा करने पर इसके अनुरूप ही लिमिट्स भी बदल दी जाती है तो इसमें क्या किया गया है t की लिमिट निर्धारित की गई है और x को फ़ंक्शन g से बदल दिया गया है और dx को gdt से बदला गया है ये लिमिट xg से ही प्राप्त की गई है यहाँ a बराबर g और b बराबर g है तो इस तरह से यह नयी लिमिट्स प्राप्त होती है यहाँ dx के स्थान पर dt सब्सीट्यूट हो जायेगा लेकिन एक और गुणक के साथ जो की g का डेरिवेटिव होगा डबल इंटीग्रल में भी इसी तरह से किया जाता है cdfgtgdt अब हमें डबल इंटीग्रल दिया गया है ∬Rfxydxdy और हमें वेरीअबल में कुछ बदलाव लाने है मान लें xuv और yψuvदिया गया है यानी की u और v नए वेरीअबल है तथा x और y पुराने है हमें xuvyψuvसंबंधों की सहायता से x y को u v में बदलना है नए क्षेत्र पर इंटिग्रल कहने से तात्पर्य यह है कि क्षेत्र वही है लेकिन नए वेरीअबल u और vमें इसे लिखा गया है इसलिए इसे R से सम्बोधित किया गया है यहाँ x की जगह फंक्शन और yकी जगह फंक्शन जो की uऔर v के फंक्शन है को सब्सीट्यूट करेंगे dx dy के स्थान पर du dv सब्सीट्यूट करेंगे लेकिन एक और गुणक के साथ जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट में प्राप्त हुआ था r dr dθ इस गुणक को J द्वारा संबोधित किया जाता है और इसकी एब्सलूट वैल्यू ली जाती है हम इसका प्रमाण नहीं हासिल करेंगे अब देखते है की यह J क्या है यह J एक तरह का डेरिवेटिव है जिसे जेकोबियन से सम्बोधित किया जाता है यहाँ u और v के सन्दर्भ में x y के जेकोबियन का डेटर्मिनेन्ट इस तरह से प्राप्त करते है u के सन्दर्भ में x का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ v के सन्दर्भ में x का पार्शियल डेरिवेटिव u के सन्दर्भ में y का पार्शियल डेरिवेटिव तथा v के सन्दर्भ में y का पार्शियल डेरिवेटिव Jxyuv∂x∂u ∂x∂v ∂y∂u ∂y∂v और इसका मूल्य प्राप्त कर लेंगे तथा इसके एब्सलूट वैल्यू को इंटिग्रल में du dv के साथ गुणा कर कर इस्तेमाल करेंगे फिर R क्षेत्र की लिमिट तय करेंगे यह लिमिटस u और v वेरीअबल में होंगी तो अब हम इस इंटिग्रल का आकलन कर सकते है या फिर हम पुराने वेरीअबल x y को कुछ और सब्सीट्यूट कर कर भी इंटिग्रल का आकलन कर सकते है जो कि क्षेत्र पर निर्भर हो और उस से मूल्यांकन करना भी आसान हो अब पोलर रूप में सब्सीट्यूटसन का उदाहरण जैकोबीयन से देखते है यानी कि x बराबर rcos और y बराबर rsin तो इस विशेष स्थिति में जैकोबीयन प्राप्त करते है J∂x∂r ∂x∂θ ∂y∂r ∂y∂θ cos rsin sin r इसका डेटर्मिनेन्ट r प्राप्त होता है अब इस इंटिग्रल को जो की कार्टीजन में दिया गया है उसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदलते है हालांकि यह हम पहले भी देख चुके है की xrcos और yrsin सब्सीट्यूट करना होता है फिर dx dy बराबर rdrdθ बनता है और यह क्षेत्र R क्षेत्र R कहलाता है जिसे पोलर कोऑर्डिनेट r और में वर्णित किया जाता है ∬Rfxydxdy∬Rf rdrdθ अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे पहले उदाहरण में a अर्धव्यास के सफ़ेयर के ऑक्टेंट का वॉल्यूम प्राप्त करना है सफ़ेयर के लिए इक्वेशन है x2y2 की टर्म में z का स्क्वायर यहाँ हम केवल सफ़ेयर के ऑक्टेंट का वॉल्यूम ले रहे है यह लिमिट हम आसानी से प्राप्त कर सकते है तो यह इंटिग्रल प्राप्त होता है जहाँ यह z2x2y2a2 इक्वेशन से प्राप्त हुआ है यहाँ से z2 का आकलन कर सकते है जो की बराबर है a2 x2 y2 के इस से z बराबर a2 x2 y2 मिलेगा इसे केवल पॉजिटिव ही लेंगे क्यूँकि प्रश्न में केवल ओकटेट के वॉल्यूम के बारे में ही पूछा गया है तो यह सरफेस बनती है या यह इंटिग्रांड बनता है a2 x2 y2 और फिर क्षेत्र S के ऊपर dx dy Sa2 x2 y2dxdy S एक सर्कुलर डिस्क है जो की पहले क्वाड्रंट में है यानी कि x2y2a2 तो यह है इंटिग्रल की डोमेन अब हम इसे तब्दील करेंगे क्योंकि सीधे कार्टीजन कोऑर्डिनेट में इसका मूल्यांकन कठिन होगा पहले ही इंटिग्रांड कुछ जटिल है और दूसरा लिमिट में भी स्क्वेर रूट में कुछ टर्म आती है जो की इस सर्कुलर डिस्क से प्राप्त होती है लेकिन xrcos और yrsin संबंधों की सहायता से यह आसान हो जाता है यहाँ हम पहले ही देख चुके है की Jr है यहाँ drdθ के साथ यह अतिरिक्त गुणक भी आ जाता है और फिर a2 x2y2 को a2 r2 में बदल देंगे फिर आएगा rdrdθ अब इंटिग्रल r θ फ़ॉर्म में तब्दील हो गया है और यह अतिरिक्त गुणक r आएगा फिर drdθ टर्म आएगी

0a 6a3 एक और उदाहरण देखेंगे Sey xyxdxdy यहाँ क्षेत्र S दिया गया है जो की कोऑर्डिनेट एक्सिस x axis तथा y axis और रेखा xy2 से घिरा है तो यह क्षेत्र दिया गया है अगर y x और yx को कुछ और संबोधित कर दिया जाए तो इस इंटिग्रल का मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा तो y xu और yxv सब्सीट्यूट करेंगे और x और y को u और vके फ़ॉर्म में प्राप्त करेंगे xv u2yvu2 तो x और y को u और v के टर्म्स में प्राप्त कर लिया है अब जैकोबीयन प्राप्त करेंगे हमें xyuv प्राप्त करना है xyuv 12 12 12 12 14 14 12 यानी कि जैकोबीयन का मूल्यांकन है 12 यह था वेरीअबलस में बदलाव अब हम नए वेरीअबल u और v के संदर्भ में डोमेन देखेंगे अब नए वेरीअबल में डोमेन का चित्र देखेंगे यह रेखा x बराबर 0 है यह रेखा axy2 पहले से ही है तो नयी डोमेन u और v वेरीअबल में क्या होगी रेखा x बराबर 0 क्या दर्शाती है x बराबर 0 दर्शाता है कि v बराबर u है चित्र में दिया गया क्षेत्र इंटिग्रल के लिए नया क्षेत्र है अब इस क्षेत्र के आधार पर u और v वेरीअबल में लिमिटस प्राप्त करेंगे ध्यान रखें जैकोबीयन 12 है हमें Sey xyxdxdy का मूल्यांकन करना है और y xuतथा yxv सब्सीट्यूट करना है यह v और u वेरीअबल में नयी डोमेन है अब इस इंटिग्रल में इन संबंधों को सब्सीट्यूट करने पर यह प्राप्त होता है Sey xyxdxdyTeuv12dudv 12v02u vveuvdudv 1202ve 1edv e 1e अब अगले उदाहरण को देखते है 01x2x x2x2y2dydx को पोलर कोऑर्डिनेट में बदल कर मूल्यांकन करें इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना प्राकृतिक है क्यूँकि इंटिग्रांड का फ़ॉर्म इस तब्दीली को सपोर्ट करता है क्यूँकि यह एक सिरकल है इस इंटिग्रल का क्षेत्र yxy2x x2x0 तथा x1 द्वारा घिरा हुआ दिया गया है क्षेत्र x और ऊपर से सर्कल से घिरा है इसे पोलर कोऑर्डिनेट में तब्दील करेंगे सर्कल की पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन इस प्रकार है rcos 12r2 1 इसको सरलता से लिखने पर r2 2rcos 0प्राप्त होता है यहाँ सर्कल इक्वेशन r2cos को संतुष्ट करता है यहाँ से r की लिमिट स्पष्ट हो जाती है r बराबर 0 से 2cos तक बदलेगा प्रारंभत दिए गए इंटिग्रल 01x2x x2x2y2dydx को यहाँ से r स्क्वेर में बदल देंगे यानी की θ42r02cos r2rdrdθ जिसका आसानी से आकलन किया जा सकता है

यानी कि दो सर्कल है एक का अर्धव्यास 2 और दूसरे का अर्धव्यास 3 है हम इस क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते है निश्चित रूप से यह पोलर कोऑर्डिनेट में बदलाव की स्थिति है क्यूँकि पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने पर इंटिग्रांड और क्षेत्र जो की सिरकुलर क्षेत्रों से घिरा है से इंटिग्रल का मूल्यांकन आसान हो जाता है xrcos और yrsin सब्सीट्यूट करने पर लिमिट भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है Jrहै और इंटिग्रल इस प्रकार बदल जाता है I02π23rrdrdθ02πr3323dθ 27 832π383 तो हमने देखा के यह वेरीअबल की तब्दीली बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे की डबल इंटीग्रल का आकलन बहुत ही आसान हो जाता है कार्टीजन से पोलर कोऑर्डिनेट में इंटिग्रल को बदलना इसकी एक विशेष स्थिति थी हमने कुछ और परिस्थितियाँ भी देखी थी जिसमें कुछ अलग सब्सिट्यूट करने पर इंटिग्रल की डोमेन और इंटिग्रांड दोनो आसान हो जाते है यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है जिन्हें लेक्चर बनाने में इस्तेमाल किया गया है